आपका फिरसे स्वागत है हम परमाणु हथियारों पर अपना सत्र जारी रखेंगे और हम परमाणु हथियारों के संबंध में नैतिक नीतियों पर चर्चा और गठन जारी रखेंगे चलिए देखते हैं क्या होता है परमाणु प्रणाली गुणवत्ता प्रबंधन और सुरक्षा संस्कृति सहित प्रबंधन प्रणाली के संचालन के बारे में परमाणु संगठन में नैतिक नीतियों को बनाने की आवश्यकता है मानव संसाधन प्रबंधन जिसमें मानव प्रदर्शन प्रशिक्षण और कर्मचारियों की क्षमता में सुधार शामिल है अब जब यह बात सामने आई है कि परमाणु संगठन को एक परमाणु सुविधा के रूप में नैतिक नीतियों को बनाने की आवश्यकता है तो यह कभी कभी असुरक्षित संचालन को जन्म दे सकता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है क्या यह उपकरण की गलती है या यह व्यक्ति की गलती है या क्या यह है कि सुविधा को संचालित करने के लिए कोई मानक प्रक्रिया नहीं लिखी गई है इसलिए जब हम यह देखना चाहते हैं कि कौन जिम्मेदार है यह नैतिकता का सवाल बन जाता है तो क्या निर्धारित करेगा और क्या नैतिक कार्रवाई और क्या परमाणु सुविधाओं की व्याख्या करने की आवश्यकता है जैसे कि उपकरणों का उचित उपयोग इसके साथ कैसे निपटें हम असुरक्षित प्रथाओं को क्या कहते हैं तो ये केवल सुरक्षा संस्कृति या गुणवत्ता प्रबंधन प्रथाएं नहीं हैं वे महत्वपूर्ण प्रबंधन प्रणाली भी हैं क्योंकि व्यक्तियों के भीतर संस्कृति की आवश्यकता होती है तो यह हवा में है यह सिस्टम में है और यदि वे उस संगठन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उन्हें यह करना होगा इसलिए गुणवत्ता प्रबंधन और सुरक्षा संस्कृति सहित प्रबंधन प्रणाली परमाणु संगठनों में नैतिक नीतियों के लिए महत्वपूर्ण हैं तीसरा कर्मियों के प्रशिक्षण और योग्यता के लिए है इस जोखिम भरे उपकरण से निपटने की क्षमता क्या है जैसे कि उनके प्रदर्शन को कैसे बेहतर बनाया जाए उनके प्रशिक्षण की आवश्यकताएं क्या हैं इसलिए वे इन चीजों साधनों नैतिक नीतियों यहां तक कि इन चीजों का उपयोग करने में शामिल प्रक्रियाओं का पालन करते हैं अगला जो हमें महत्वपूर्ण लगता है वह स्वतंत्र और पारदर्शी निर्णय लेने और संचार के तरीके हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि हमने पहले चर्चा की यह एक बुरा खेल नहीं होना चाहिए यह आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आप कुछ ऐसा करें जो इस संगठन ने नहीं किया हो वातावरण बिल्कुल खुला नहीं होना चाहिए इसलिए काफी पारदर्शी है क्योंकि हम सोचते हैं कि संघर्ष के लिए व्यक्ति को दोषी ठहराने के बजाय अधिक जोखिम है सभी को यहां बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि हम लाखों लोग हैं लोग अपने जीवन को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं या हम पर्यावरण के स्वास्थ्य से समझौता करना पसंद नहीं कर सकते हैं इसलिए अगर कुछ गलत है या कोई गलती का पता चला है और इसके बारे में कुछ तय करने की आवश्यकता है या इसे रिपोर्ट करने की आवश्यकता है तो एक पारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रिया होनी चाहिए और संचार का रास्ता खुला और पारदर्शी होना चाहिए ताकि हर कोई दूसरों के साथ काम के बारे में बात कर सके और इस तरह सुधारात्मक कार्रवाई कर सके इसलिए स्वतंत्र और पारदर्शी निर्णय लेने और संचार के तरीके इसके लिए महत्वपूर्ण हैं परमाणु सामग्री का भौतिक संरक्षण और नियंत्रण एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ये सामग्रियां कितनी सुरक्षित हैं उन्हें कैसे संभाला जाता है वे कितनी सुरक्षित हैं क्योंकि विकिरण हो सकता है इसलिए ये परमाणु नैतिकता से संबंधित नैतिक मामलों के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं क्योंकि यह लोगों को फिर से नुकसान पहुंचा सकता है तो उचित भंडारण का क्या मतलब है अगर यह वहां नहीं है कि संस्कृति मौजूद नहीं है अगर कोई व्यक्ति पीछा नहीं कर रहा है तो क्या कदम उठाए जाएंगे तो इन मामलों में आचार संहिता की क्या आवश्यकता है तो प्रतिक्रिया और अनुकूलन प्रणाली के साथ प्रयोग करें तो यह एक और महत्वपूर्ण बात है हर किसी को अपने अनुभवों के बारे में अपनी राय देनी चाहिए और संगठन में सुधारात्मक कार्रवाई की व्यवस्था होनी चाहिए जो किसी भी छोटी समस्या का जवाब देने की कोशिश कर सके इस त्रुटि को दोहराया नहीं गया कि यह कैसे सुधारा जा सकता है इसलिए हर चीज के लिए आचार संहिता चीजों को खुश करने की जरूरत है क्योंकि हमें यह पहचानना होगा कि यह बहुत खतरनाक चीज है और हम इसके साथ सहज नहीं हो सकते अब हम एक बहुत ही मूल प्रश्न पर आते हैं जब हम दोहरा रहे हैं कि जैसे कि यह एक बड़ा खतरा है इससे तबाही हो सकती है इससे सामूहिक विनाश हो सकता है जो लोगों के जीवन का दावा कर सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए विनाशकारी हो सकता हैं फिर एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठ सकता है जैसे कि इंजीनियरों के लिए परमाणु हथियार विकसित करना नैतिक है आइए इसे देखते हैं इसलिए हम ऐसा सोचते हैं इसमें एक विरोधाभास है इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसकी विनाशकारी शक्ति की वजह से बहुत विनाशकारी प्रभाव पड़ा है पर्यावरण पर इसके हानिकारक प्रभाव को उल्टा किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है इसलिए सभी उत्पन्न हुए उन्हें खत्म करने के लिए मानवता की रक्षा के लिए आवाज़ों में कुछ मानवीय लोग हैं लेकिन इसके बारे में फिर से एक विरोधाभास है लेकिन जिसके साथ देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं है क्योंकि जब हम परमाणु निवारण के बारे में बात कर रहे हैं तो परमाणु युद्ध और परमाणु विस्फोट जैसे दो भाग हैं जब आप परमाणु निवारण के बारे में बात करते हुए यह सुरक्षा की तरह सुरक्षा का हिस्सा है और बहुत से लोगों को सुरक्षित बनाता है ताकि आगे युद्ध को रोका जा सके तो उस मामले में जब आप परमाणु निवारण के बारे में बात कर रहे हैं यह देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करने की बात कर रहा हैक्योंकि यह भरोसे और विश्वास का विषय है कि अगर कोई घोषणा करता है तो हम परमाणु युद्ध में नहीं जाएंगे और शायद हम परमाणु हथियार विकसित करने नहीं जा रहे हैं यह प्रश्न किस सीमा तक आता है हम उस राष्ट्र पर भरोसा कर सकते हैं कि हम कल के रूप में कैसे जानते हैं कि राष्ट्र केवल परमाणु हथियारों के साथ वापस नहीं जा रहा है इसलिए इन विचारों को ध्यान में रखते हुए इंजीनियरों को परमाणु हथियार विकसित करने के लिए नैतिक माना जाता है जिसका उद्देश्य देश की रक्षा करना है हालांकि इसमें प्रमुख हितधारक शामिल हैं कई हितधारक जैसे कि सरकार क्योंकि सरकार को एक निर्णय लेना है जैसे एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे परमाणु हथियारों के विकास और परीक्षण के संबंध में अन्य देशों के साथ साझेदारी में हम हथियारों पर नियंत्रण के बारे में बात कर रहे थे हम शमन के बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं हथियारों की इसलिए यह कोई ऐसा देश नहीं है जो देशों के बीच साझेदारी के एक अच्छे संयोजन की तरह यह तय कर सकता है और उस पर कार्रवाई कर सकता है जिसका वे सम्मान करते हैं कि वे क्या करते हैं और क्या करते हैं वे अपने शब्द के साथ खड़े हैं उन्होंने परमाणु हथियारों से लड़ने जैसी पुरानी प्रथाओं पर वापस नहीं लौटने का फैसला किया है इसलिए अगर कुछ देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं जैसे कि परमाणु संधि या हथियार नियंत्रण देशों के लिए संधि का सम्मान करना और इससे बाहर काम नहीं करना महत्वपूर्ण है जैसे कि जब भी वे चाहें जहां भी हों बाहर काम करने का बहुत अधिक लालच होता है तो उनकी कार्रवाई की ईमानदारी क्या है उनकी कार्रवाई की विश्वसनीयता क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जैसे आप गठबंधनों से संबंधित हैं जैसे कि उनके परमाणु हथियारों को विकसित करने और उनका परीक्षण करने के संदर्भ में तो तीसरे लेखक के प्रमुख हितधारक परमाणु हथियारों के निर्माता हैं फिर वह एक इंजीनियर और वैज्ञानिक हैं और आम जनता प्रमुख हितधारक हैं जो आपको समझने के लिए जुड़े हुए हैं जैसा कि आप जानते हैं कि क्या नीतियां हैं और कर्म पसंद करना सम्मानजनक हैं अगर आप परमाणु हथियार विकसित करने की बात कर रहे हैं और अगर आप बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं इसलिए विभिन्न हितधारक हैं जैसा कि हमने कहा है और उन्हें एक सामान्य समझौते पर आने की आवश्यकता है और क्योंकि आपने इसे सूचीबद्ध किया है उन्हें एक सामान्य समझौते पर आने की आवश्यकता है और हमें यह महत्व के क्रम में सूचीबद्ध है सरकार और गठबंधन का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि वे वही हैं जो अपने परमाणु हथियारों और संबंधित नीतियों के बारे में निर्णय ले रहे हैं इसलिए कभी कभी हितों का टकराव हो सकता है या विभिन्न दलों के हितों पर ध्यान केंद्रित हो सकता है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे एक आम सहमति पर आएं जैसा कि यहां बताया गया है साधारण लोग सुरक्षित वातावरण चाहते हैं और कंपनियां अधिक पैसा बनाने के लिए उत्पादन को शूट करना चाहेंगी और सरकार का मतलब है कि मुख्य ब्याज देश को विदेशी आक्रमण और खतरे से बचाना है तो अगर हमें लगता है कि सरकार का मुख्य हित देश को विदेशी हमले और खतरे से बचाना है और लोग एक सुरक्षित वातावरण में रहना चाहते हैं और अगर हम महसूस करते हैं अगर सरकार वास्तव में महसूस करती है और अगर लोगों को वास्तव में लगता है कि परमाणु हथियार एकमात्र जवाब है तो हमारे पास एक सवाल है अन्य विकल्पों के लिए आपको हां या ना में पूछना होगा तो अगर वे कोशिश करते हैं और असफल होते हैं और तब शायद वे परमाणु हथियारों पर निर्णय लेते हैं और कंपनियां विकास करना चाहती हैं इसलिए ऐसी नीति होगी लेकिन अगर एक बार फिर सरकार और लोग विफल नहीं होते हैं तो इन हथियारों के उपयोग के अधिकतम परिणाम होंगे और ये नुकसान अपरिवर्तनीय नुकसान हैं और हम इस हथियार का उपयोग नहीं करने का निर्णय लेते हैं इसलिए भले ही कंपनियां हर किसी को तैयार करना और शूट करना चाहती हों तो तब सरकार और आम जनता इन चीजों से बहुत संतुष्ट नहीं होगी और शायद हथियारों को नियंत्रित करने या हथियारों से छुटकारा पाने का फैसला करेगी इसलिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रत्येक हितधारक इस मुद्दे को कैसे देख रहा है और वे सामूहिक रूप से किस स्थिति में हैं वे किस विशेष निर्णय पर पहुंचे हैं तो प्रासंगिक मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है जब हम इस समय कंप्यूटर नैतिकता के बारे में बात कर रहे हैं और जब आप नैतिकता के बारे में बात कर रहे हैं जो शब्द बार बार दोहराया जा रहा है वह नैतिकता का कर्तव्य है ये इंजीनियरों की नैतिकता है उनकी विशेषताओं के संदर्भ में तो जिन प्रासंगिक मूल्यों को यहां शामिल किया जाएगा वे एक राष्ट्रीय संप्रभुता क्षेत्रीय अखंडता लोक कल्याण विश्व शांति पर्यावरणीय स्थिरता और निश्चित रूप से इंजीनियर की अखंडता जो विकसित हो रही है जिसका उद्देश्य हथियार का उपयोग करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए विकसित हो रहा है तो ये इसकी परमाणु नैतिकता के लिए प्रासंगिक मूल्य हैं इसलिए जैसा कि हम बता रहे हैं जैसे कि कई हितधारक हैं उनके हित में संघर्ष हो सकता है इस बात में मतभेद हो सकता है कि वे परमाणु हथियार को जारी रखने के लिए किसी विशेष समस्या को कैसे देख रहे हैं या नहीं तो यह एक बहुत ही विवादास्पद तथ्य बन गया है क्योंकि दुनिया में परमाणु हथियार अभी भी मौजूद हैं इसलिए व्यावहारिक विकल्पों में सुरक्षा के लिए या प्रत्येक देश के लिए एक ही समय में परमाणु हथियारों को छोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में परमाणु गतिरोध का उपयोग करना शामिल है इसलिए हम पाते हैं कि परमाणु निवारण का उपयोग करने जैसी दो चीजें हो सकती हैं जहां आप बात कर रहे हैं इन हथियारों को विकसित करना आपकी ताकत और सुरक्षा का हिस्सा है या हर कोई एक ही समय में हथियार छोड़ रहा है यह दो विकल्प हो सकते हैं और जो भी निर्णय लिया जाता है उसमें शामिल दलों के बीच आम सहमति होनी चाहिए इसमें शामिल हितधारकों के बीच एक आम सहमति होनी चाहिए देखें कि क्या सभी देश एक ही समय में अपने हथियार नहीं छोड़ रहे हैं और हम परमाणु निरस्त्रीकरण जैसी किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए इसे कुछ देशों के लिए खतरा माना जा सकता है जिन्होंने हथियार छोड़ दिए हैं लेकिन दूसरों के जाने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन वे अभी भी हार नहीं मान रहे हैं इसलिए यदि यह एक ऐसी कार्रवाई नहीं है जो एक ही बार में सभी द्वारा की जाती है तो उस समय के लिए इंतजार करना बहुत अधिक हो सकता है जब एक देश ने हथियार छोड़ दिए हों और दूसरे देशों ने हथियार छोड़ दिए हों यह देश के लिए बहुत तनावपूर्ण और अनैतिक है इसलिए यदि किसी नीति में हस्तक्षेप किया जाता है तो इसे लागू करने की आवश्यकता है और उस नीति के परिणाम क्या हैं जिन्हें हमें परमाणु हथियारों पर एक विशिष्ट नीति स्थापित करने की कोशिश करने से पहले बार बार देखना होगा संशोधित करने की आवश्यकता है हम परमाणुवाद को उपयोगितावाद और परमाणु हथियारों के सिद्धांत से देखने की कोशिश करेंगे इसलिए जैसा कि हम इसे समझते हैं उपयोगितावाद को उन कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिन्हें चुना जाना चाहिए जिससे अधिकतम खुशी हो इसलिए यह इंगित करता है कि केवल विकल्प जो लोगों को सबसे बड़ी खुशी देता है उसे उपलब्ध विकल्पों में से चुना जाना चाहिए तो इस समझौते के अनुसार अगर लोग शांति का पीछा कर रहे हैं फिर युद्ध और मौत के कम शिकार सबसे खुशहाल लोग होंगे जिनके साथ वे खुश होंगे अगर कम युद्ध और मौतें हुईं तो उपयोगितावाद नैतिकता के साथ इसे मैप करना यह सही है अगर कुछ लोग मारे जाते हैं या पशु जीवन प्रभावित होता है या हानिकारक विकिरण पर्यावरण में जारी होता है जिससे आपको लाखों लोगों और अरबों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है इसलिए यह फिर से विपरीत है कि क्या हम कुछ लोगों के जीवन या जानवरों के जीवन या पर्यावरण पर समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लाखों लोगों को खुशी मिल सके या अरबों लोगों को बहुमत मिल सके लेकिन फिर से बहस का सवाल है क्या हम वास्तव में किसी विशेष इकाई के जीवन के लिए समझौता कर सकते हैं और निश्चित रूप से इसे खरीदने के लिए लागत के रूप में लिया जाता है जो अन्य लाखों के लिए खुशी की बात हो सकती है इसलिए यह वास्तव में फिर से बहस का सवाल है जिसे हम सभी को पसंद करने की आवश्यकता है यह देखने के लिए पर्याप्त उपाय करें कि क्या यह नुकसान कम से कम है या हम इस नुकसान से बिल्कुल भी बच सकते हैं डोनटोलॉजी के सिद्धांत से जो कर्तव्य नैतिकता है इसलिए यह ध्यान केंद्रित करता है कि क्या कार्रवाई सही है या परिणामों के विश्लेषण के बजाय गलत इसलिए जैसा कि परमाणु हथियार कुछ निर्दोष लोगों के जीवन को विरोधी और प्रतिशोधी देशों में खतरे में डालते हैं तो यह आंतरिक रूप से गलत है क्योंकि परमाणु हथियार देखें यह कुछ निर्दोष जीवन का दावा कर रहा है जो कहीं न कहीं मुख्य मुद्दे से जुड़े हुए हैं जिसके लिए परमाणु हथियार निकाल दिए जा रहे हैं इसलिए शायद वे निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं लेकिन वे परिणामों का सामना करते हैं तो यह परिणाम लोगों के जीवन का दावा करता है तो यह निर्भर करता है कि वे ओपेरैंट हैं या नहीं और इसी तरह यह पसंद और आंतरिक रूप से गलत है जैसे कि परमाणु हथियारों के लिए और बिना यह पता लगाने की कोशिश किए कि क्या अन्य विकल्प उपलब्ध हैं परमाणु निवारण के दृष्टिकोण से हम बता सकते हैं जैसे कि संयम निर्धारित करता है इसलिए परमाणु निवारण जैसे कि अगर देश X को देश Y से देखा जाए तो यदि परमाणु निवारण का अर्थ है अगर देश X की देश Y पर हमला करने की बहुत संभावना नहीं है अगर उसे ऐसा लगता है या अगर उसे पता है कि देश X के पास अधिक परमाणु हथियार हैं तो देश Y ने अधिक परमाणु हथियार प्राप्त करके खुद को मजबूत बनाया है इससे दूसरों को खतरा हो सकता है और वे देश Y पर हमला करने की योजना नहीं बनाएंगे इसलिए परमाणु सुरक्षा देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है और अपने लोगों को अन्य देशों द्वारा आक्रमण और हमलों से बचाता है इसलिए यह ध्यान में रखते हुए परमाणु हथियारों का एक संतुलन आवश्यक है यह आक्रामकता को कम करता है और अन्य देशों को बड़े पैमाने पर युद्धों की संभावना के रूप में आप पर हमला करने से रोकता है इसलिए अगर मैं अपनी छवि को चित्रित करता हूं अगर मेरी छवि को एक देशों के अन्य संगठनों के लिए अनुमानित किया जाता है जैसे कि यह एक बहुत ही परमाणु हथियार मजबूत देश है दूसरे देशों को अनुमान लगाया जा रहा है कि वे हम पर हमला नहीं कर सकते हैं और इस तरह से हम खुद को सुरक्षित करते हैं तो इसे ध्यान में रखते हुए संतुलित परमाणु हथियार रखना शायद आवश्यक है तो हम लोगों को बहुत पसंद नहीं करते हैं जो एक संदिग्ध है और हमारे पास कुछ भी नहीं है ताकि हमारे पास खुद को सुरक्षित रखने की शक्ति भी न हो इसलिए संतुलित परमाणु हथियार आवश्यक है तो इसके लिए हम एक परमाणु गतिरोध की तरह निष्कर्ष निकाल सकते हैं जो देश को सुरक्षित बनाता है इसलिए परमाणु हथियार विकसित करना जारी रखना इंजीनियरों के हित में है इसलिए जैसा कि वे अंत में सर्वश्रेष्ठ लोगों के लिए करते हैं इसलिए हम यहां जो निष्कर्ष निकाल सकते हैं वह यह है कि हम परमाणु हथियारों को विकसित करना जारी रख सकते हैं हम परमाणु उपकरणों के साथ प्रयास कर सकते हैं क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में परमाणु निगरानी का एक हिस्सा हमारे लिए महत्वपूर्ण है दूसरे देशों को हम पर हमला करने से रोकना पसंद करता है हमारे साथ कुछ ऐसा करना बेहतर होता है जैसे देशों के दूसरे लोगों को हम पर हमला करने से रोकता है क्योंकि वे जानते हैं कि अगर मेरे पास हथियार हैं तो मैं किसी भी समय इसका इस्तेमाल कर सकता हूं यह एकदम सच है दूसरा तथ्य भी बहुत सही है अब वह दूसरा तथ्य क्या है क्योंकि हमारे पास शक्ति है क्योंकि हमारे पास परमाणु हथियार हैं क्योंकि हम इसमें मजबूत हैं हम इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं हमें इसके परिणामों को समझना होगा हमें केवल वर्तमान पीढ़ी पर ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी परमाणु हथियारों के दीर्घकालिक प्रभावों को समझने की जरूरत है और यह सरकार और परमाणु हथियारों के विकास में शामिल गठबंधन की जिम्मेदारी का हिस्सा है खोज करना समझना हां महसूस करना हमारे पास कुछ विशेष हथियार हो सकते हैं लेकिन कुछ हथियार होने का मतलब यह नहीं है कि हमें उन्हें बहुत लापरवाही से इस्तेमाल करें यह पता लगाने की कोशिश किए बिना कि क्या अन्य विकल्प संभव हैं क्या हम इसे अलग तरीके से कर सकते हैं क्या हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं क्या हम एक निश्चित परिणाम के लिए जा सकते हैं शांति से या एक निर्णय संयुक्त रूप से लिया जा सकता है जहां हम अपनी बात रखते हैं लोगों की अखंडता बनी रहे वे अपने वादों से पीछे नहीं हटते और उसका पालन करते हैं इसलिए कई लालच में फिर से कई जाल होंगे क्योंकि हमारे पास एक हथियार है क्योंकि हमारे पास शक्ति है इसलिए इसका उपयोग न करें और इसका परीक्षण करें ताकि दूसरों को हमारी शक्ति का एहसास हो लेकिन शक्ति भी शक्ति में निहित है आत्म अनुशासन में भी निहित है शक्ति स्वयं को नियंत्रित करने में भी निहित है जैसे कि सत्ता में होने का मतलब हमेशा यह नहीं होता है कि आपको दूसरों को वह शक्ति दिखाने की आवश्यकता है शक्तिशाली दिखने के लिए इसलिए अपने आप पर एक सकारात्मक निर्णय लेने की दिशा में हम एक शांतिपूर्ण जीवन कैसे जी सकते हैं हम अपने देश को शांतिपूर्ण तरीके से कैसे प्रबंधित कर सकते हैं हमारे पास हथियार हो सकते हैं जो हमारे पास हो सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसका उपयोग करना पसंद करते हैं बार बार यह दिखाने के लिए कि हमारे पास वह शक्ति है अगर हम वास्तव में हथियारों को बढ़ाए बिना देश को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के अन्य तरीके खोजना चाहते हैं अन्य उपकरणों के संदर्भ में हमें निश्चित रूप से यह देखना है इस उपकरण द्वारा क्या लाभ प्रदान किए जाते हैं और इससे संबंधित नुकसान क्या है मनुष्यों को कुछ लाभ प्रदान करने के लिए हम जानवरों और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं इसलिए हम किसके लाभ के बारे में बात कर रहे हैं यह पूरी पीढ़ी के लिए स्थिरता लाने वाला है क्या हम जीवित रहने के लिए जानवरों के अधिकारों की अनदेखी कर रहे हैं क्या हम पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं जब हम इन परमाणु हथियारों का उपयोग करने के बारे में बात कर रहे हैं ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिन्हें बार बार दोहराया जाना चाहिए जैसे कि स्व परीक्षा के साथ यह पता लगाने के लिए कि क्या यह वास्तव में आवश्यक है या अन्य बहुत सारे विकल्प भी हो सकते हैं अगर हमें लगता है कि यह वास्तव में आवश्यक है तो हम पशु जगत को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसे पकड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं भावी पीढ़ी और प्रदूषण के वातावरण को कम करने के लिए जो काफी हद तक मानव और पशु जगत के पर्यावरण के बराबर है तो हम इसे संतुलित करने के लिए क्या कर रहे हैं इसलिए एक उपयोगी दृष्टिकोण से एक संतुलित दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है इन उपकरणों और हथियारों के उपयोग के बारे में किसी के कर्तव्यों को समझना भी परमाणु नैतिकता के बारे में अनिश्चित दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है धन्यवाद